नमस्ते तार रहित संचार के लिए आकलन पर इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में एक और मॉड्यूल में स्वागत है तो हम अधिकतम संभावना आकलन के गुणों को देख रहे हैं और हमने कहा है कि हमारे तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में शोर अवलोकन के सरल परिदृश्य में हमारे पास अधिकतम संभावना आकलन h हैट है जिसमें h हैट को 1 बटा N समेशन k बराबर 1 से N y k के बराबर दिया गया है हमने कहा था कि यह आकलन h हैट प्रकृति में यादृच्छिक गौसियन है और हमने वास्तव में माध्य को वर्णित किया था जो कि इस आकलन h हैट का प्रत्याशित मान है हमने कहा था कि अंतर्निहित प्राचर h के वास्तविक मान के बराबर है और यह इस तरह के एक आकलक के रूप में जाना जाता है इसलिए इस प्रकार ऐसे आकलन यह आकलक प्रतिदर्श माध्य मूल रूप से एक अनभिनत आकलक है यह आकलन का औसत मान अंतर्निहित प्राचर के वास्तविक मान के बराबर है यह आकलन के माध्य को दर्शाता है यह h हैट का प्रत्याशित मान है आइए अब दूसरे पहलू को देखें यह आकलन का प्रसरण है तो आइए अब हम देखते हैं कि h हैट का प्रसरण क्या है याद रखें कि प्रसरण हमेशा माध्य के चारों ओर प्रसार या विचलन का मापक भी होता है माध्य के इर्द गिर्द प्रसार या विचलन याद है हालांकि औसतन आकलक वास्तविक अंतर्निहित प्राचर है यदि माध्य के इर्द गिर्द प्रसार बहुत अधिक है तो आकलक का प्रदर्शन बहुत खराब है वह आकलक को पसंद करेगा जिसका औसत अंतर्निहित प्राचर के वास्तविक मान के बराबर है साथ ही हम उस प्रसार अर्थात वास्तविक प्राचर के इर्द गिर्द विचलन को जितना संभव हो उतना कम करना पसंद करेंगे तो इस प्रसरण को आकल के प्रसार के वास्तविक अंतर्निहित प्राचर के आसपास वर्णित कर रहे हैं आकल का प्रसार वास्तविक अंतर्निहित प्राचर h के आसपास होना भी महत्वपूर्ण है हाँ और यह प्रसरण मूल रूप से असल में प्रसार की माप है माध्य के इर्द गिर्द प्रसार है तो प्रसरण क्या है h हैट का प्रसरण यदि आप किसी भी यादृच्छिक चर के लिए याद रख सकते हैं h हैट का प्रसरण किसी भी यादृच्छिक चर h हैट के लिए विचलन के वर्ग का प्रत्याशित मान है अर्थात h हैट माध्य के इर्द गिर्द विचलन के वर्ग है अर्थात h हैट घटा h हैट का प्रत्याशित मान का पूर्ण वर्ग यह प्रसरण के लिए अभिव्यक्ति है लेकिन हम जानते हैं कि घटा का यह प्रत्याशित मान h के बराबर है जो कि अपना वास्तविक प्राचर है तो यह सरल है इसलिए यह कुछ नहीं बल्कि h हैट का प्रत्याशित मान घटा h का पूर्ण वर्ग है तो यह h हैट का प्रत्याशित मान घटा h का पूर्ण वर्ग है लेकिन याद करें कि हमने पहले दिखाया था कि यह h हैट हमने सरलीकृत कर दिया था यदि आप अभी थोड़ा ऊपर जाते हैं हमारे पास सरलीकृत h हैट है जो कि आपकी h 1 बटा N समेशन k बराबर 1 से N V k के बराबर है हम उस का फिर से उपयोग करेंगे इसलिए मेरे पास h हैट बराबर है h 1 बटा N समेशन k बराबर 1 से N V k के मूल रूप से तात्पर्य है कि h हैट घटा h 1 बटा N समेशन k बराबर 1 से N V k के बराबर है इसलिए अब मैं h हैट घटा h का पूर्ण वर्ग के इस प्रत्याशित मान की गणना कर सकता हूं जो कि कुछ नहीं बल्कि 1 बटा N समेशन k बराबर 1 से N V k का पूर्ण वर्ग का प्रत्याशित मान है क्योंकि h हैट घटा h क्योंकि 1 बटा N समेशन k बराबर 1 से N V k के बराबर है और यह मूल रूप से 1 बटा N के वर्ग के बराबर है 1 बटा N एक अचर है इसलिए 1 बटा N का वर्ग बाहर आ सकता है समेशन k बराबर 1 से N V k का पूर्ण वर्ग का प्रत्याशित मान है अब पद का वर्ग किसी का वर्ग मैं इसे अपने आपसे गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं इसलिए मैं बदल सकता हूं मैं समेशन k बराबर 1 से N V k समेशन k टिल्ड बराबर 1 से N यह 2 पदो का उत्पाद है बस इंडेक्स बदल रहा है और पदो को फिर से लिख रहे है समेशन k बराबर 1 से N V k गुना समेशन k टिल्ड 1 से N V k टिल्ड जिसे मैं अब मूल रूप से इसे 1 बटा N का वर्ग समेशन k बराबर 1 से N समेशन k टिल्ड बराबर 1 से N V k V k टिल्ड के पूर्ण प्रत्याशित मान के रूप में लिख सकता हूं और अब प्रत्याशा ऑपरेटर को अंदर ले जा रहा हूं मैं इसे फिर से 1 बटा N का वर्ग समेशन k बराबर 1 से N समेशन k टिल्ड बराबर 1 से N V k V k टिल्ड के प्रत्याशित मान के बराबर लिख रहा हूं तो यह है कि यह क्या है यह h हैट घटा h का पूर्ण वर्ग के प्रत्याशित मान के लिए आपका सरलीकृत अभिव्यक्ति है यह h हैट घटा h का पूर्ण वर्ग समतुल्य 1 बटा N का वर्ग समेशन K बराबर 1 से N समेशन k टिल्ड बराबर 1 से N V k V k टिल्ड के प्रत्याशित मान के सभी पदों का गुणनफल के बराबर है हाँ अब हम गौसियन शोर प्रतिदर्शो की एक महत्वपूर्ण विशेषता का उपयोग करने जा रहे हैं जो हमने मान लिया था कि गौसियन शोर प्रतिदर्श स्वतंत्र और समरुपी वितरित किए गए हैं कहने का मतलब यह है कि गौसियन अच्छे प्रतिदर्श स्वतंत्र हैं इसलिए याद रखें कि ये IIDs हैं यही वे हैं ये स्वतंत्र रूप से वितरित किए गए हैं जिसका अर्थ है कि यदि मैं कोई 2 शोर प्रत्याशा V k की लेता हूं और V k V k टिल्ड के उत्पादो के प्रत्याशित मान के गुणनफल को देखें यह V k के प्रत्याशित मान गुना V k टिल्ड प्रत्याशित मान के बराबर है यदि k k टिल्ड बराबर नहीं है अर्थात V k V k टिल्ड के प्रत्याशित मान का गुणनफल V k के प्रत्याशित मान गुना V k टिल्ड प्रत्याशित मान के बराबर है हालाँकि हम जानते हैं कि शोर के प्रतिदर्श 0 माध्य हैं इसलिए V k का प्रत्याशित मान और V k टिल्ड का प्रत्याशित मान दोनों 0 के बराबर हैं इसलिए हमारे पास यह 0 के बराबर है V k टिल्ड का प्रत्येक प्रत्याशित मान 0 के बराबर है इसलिए उत्पादो के प्रत्याशित मान 0 है यदि k k टिल्ड के बराबर नहीं है दूसरी ओर यदि k k टिल्ड के बराबर है तो हमारे पास V k गुना V k टिल्ड का प्रत्याशित मान मूल रूप आपके का V वर्ग k के प्रत्याशित मान और V वर्ग k के प्रत्याशित मान वास्तव में दोनों 0 के बराबर हैं हम V k के समय की उम्मीद करते हैं V k k k टिल्ड मूल रूप से आपकी अपेक्षा के बराबर है क्योंकि k k टिल्ड के बराबर है यह मूल रूप से V वर्ग k का प्रत्याशित मान है और V वर्ग k का प्रत्याशित मान वास्तव में प्रसरण है या मूल रूप से शोर का पावर सिग्मा का वर्ग यही वह है जो हमने पहले भी नोट किया था इसलिए हमारे पास यह सुंदर विशेषता है क्योंकि शोर के प्रतिदर्श स्वतंत्र हैं और हम समरूपी वितरित कर सकते हैं हमारे पास V k V k टिल्ड का मान सिग्मा का वर्ग के बराबर है यदि k k टिल्ड के बराबर है और 0 है यदि k k टिल्ड के बराबर नहीं है तो इसलिए यह संक्षेप में करने के लिए हमारे पास V k का प्रत्याशित मान है गुणनफल V k V k टिल्ड सिग्मा का वर्ग के बराबर है यदि k k टिल्ड के बराबर 0 यदि k k टिल्ड के बराबर नहीं है जिसका अर्थ है यह मूल रूप से संक्षेप में k घटा k टिल्ड के डेल्टा फलन सिग्मा का वर्ग के बराबर किया जा सकता है जहां k घटा k टिल्ड के डेल्टा है जो कि eq है जो 1 के बराबर है यदि k घटा k टिल्ड बराबर है और अन्यथा 0 के बराबर है यह सिग्मा का वर्ग डेल्टा k घटा k टिल्ड है इसलिए अब मेरा प्रसरण है याद करें जो कि h घटा h हैट का पूर्ण वर्ग का प्रत्याशित मान है याद करें प्रत्याशित मान मैं इस विशेषता का आकलन के प्रसरण को आसान बनाने के लिए उपयोग कर सकता हूं इस प्रकार यह बराबर है इस प्रसरण याद रखें 1 बटा N का वर्ग समेशन k बराबर 1 से N समेशन k टिल्ड बराबर है 1 बटा N V k गुना V k टिल्ड के प्रत्याशित मान के और याद रखें और हमने इसे सिग्मा का वर्ग डेल्टा k माइनस k टिल्ड के रूप में सरलीकृत किया है इसलिए यह 1 बटा N का वर्ग समेशन k बराबर 1 से N समेशन k टिल्ड बराबर है 1 बटा N सिग्मा का वर्ग डेल्टा k माइनस k टिल्ड के बराबर होता और यह पद केवल तभी बचता है यदि k टिल्ड k के बराबर होता है इसलिए इसमें से एक समेशन चला जाएगा क्योंकि केवल प्रत्येक K के लिए पद है मेरे पास केवल एक पद होगा जो बचेगा जहां k टिल्ड K के बराबर होता है इसलिए प्रत्येक k के लिए मेरे पास k 1 से n सिग्मा वर्ग के बराबर होता है जो मूल रूप से N गुना सिग्मा का वर्ग बटा N का वर्ग है जो मूल रूप से सिग्मा का वर्ग बटा N है और इसलिए सिग्मा का वर्ग बटा N क्या है यह आकलन का प्रसरण है अर्थात h हैट घटा h का पूर्ण वर्ग का प्रत्याशित मान या दूसरे शब्दों में मूल रूप से प्रसरण भी आकलन का प्रसरण है इसलिए हमने आकलन के प्रसरण के लिए इस सुरुचिपूर्ण पद को अभिव्यक्त किया है हमने दिखाया है कि आकलन का विचलन सिग्मा का वर्ग बटा N है जहां सिग्मा का वर्ग क्या है याद रखें सिग्मा का वर्ग प्रसरण है या प्रत्येक अलग अलग शोर प्रतिदर्श V 1 V 2 से V n तक का शोर पावर है इसलिए हम जो यह कह रहे हैं कि यदि शोर का प्रतिदर्श V 1 V 2 V n R IID जिनका माध्य 0 प्रसरण सिग्मा का वर्ग है अधिकतम संभावना आकलक और आकलन जोकि अनभिनत है इसका मतलब है कि आकलक का माध्य वास्तविक प्राचर h के बराबर है और आकलक का प्रसरण सिग्मा का वर्ग बटा N है अर्थात 1 बटा N गुना विभिन्न शोर प्रतिदर्शो के विचलन है इस प्रकार यह हमारे पास आकलन का प्रसरण है इसलिए 1 बटा N गुना सिग्मा वर्ग के बराबर है जहां सिग्मा वर्ग आपके IID के प्रसरण के बराबर है तो यह क्या है इसलिए हम देख रहे हैं प्रसरण शोर के सापेक्ष घटक n से कम हो रहा हैं तो यह हमें क्या बताता है कि आकलन का प्रसरण का घटक 1 बटा N गुना प्रसरण के बराबर हैं और जैसे जैसे n बढ़ता है और निरीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि n के रूप में निम्नलिखित चीजें बढ़ जाती हैं प्रसरण लगातार कम हो रहा है यही महत्वपूर्ण बात है जैसे ही n बढ़ता है सिग्मा का वर्ग बटा N कम हो जाता है और यह एक महत्वपूर्ण है और हम देखते हैं कि यह हमें क्या दिखाता है इसका क्या तात्पर्य है इसलिए संक्षेप में बताएं कि हमारे पास h हैट है वह गौसियन है अर्थात आकलन यादृच्छिक गौसियन है h हैट के आकलनित प्रत्याशित मान का माध्य h और प्रसरण के बराबर है अर्थात यह प्रत्याशित मान h हैट घटा h का पूर्ण वर्ग का मान सिग्मा का वर्ग बटा N के बराबर है और मैं इसे मूल रूप से h हैट आपका आकलन h हैट गौसियन है जिसका माध्य h है से निरूपित भी कर सकता हूं याद रखें n सामान्य वितरण या गौसियन वितरण के लिए प्रतीक है जो कि गौसियन जिसका माध्य h और प्रसरण सिग्मा का वर्ग बटा N है अर्थात यह इस सघन संकेतन से पता चलता है कि h हैट का सामान्य वितरण या गौसियन वितरण जिसका माध्य वास्तविक प्राचर h और प्रसरण सिग्मा का वर्ग बटा N द्वारा दिया गया है जहां सिग्मा का वर्ग प्रत्येक आईआईडी शोर प्रतिदर्शो का प्रसरण है और यह महत्वपूर्ण क्यों है यह निम्नलिखित कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम h की PDF की रूपरेखा खींचते हैं यह h प्रकृति में यादृच्छिक है लेकिन जब आप h के PDF की रूपरेखा खीचेंगे तो आप कुछ दिलचस्प देखेंगे तो हम कहते हैं एक निश्चित n के लिए h का PDF इस गौसियन जिसका फैलाव सिग्मा का वर्ग बटा N के साथ दिया गया है याद रखें माध्य को यह वास्तविक प्राचर h के चारों ओर केंद्रित है यही कारण है कि यह h है यह वास्तविक प्राचर है जो कि माध्य है वास्तविक प्राचर जो अब जैसे ही आप n बढ़ाते हैं क्या होता है केंद्र समान रहता है क्योंकि याद रखें कि माध्य n पर निर्भर नहीं करता है लेकिन फैलाव का क्या होता है प्रसार को याद रखें जो कि सिग्मा का वर्ग n द्वारा विभाजित है यह घट जाती है यद्यपि आकलन की प्रकृति यादृच्छिक है औसतन माध्य h और आकलक h हैट के प्रसरण के बराबर हैं जिसका सिग्मा का वर्ग बटा N लगातार घट रहा है जैसे जैसे n बढ़ रहा है जिसका अर्थ है कि h हैट के अनुरूप गौसियन सिकुड़ता है इसका अर्थ है माध्य के आसपास अधिक से अधिक चयनित हो जाता है वह h है जिसका अर्थ है कि वास्तविक प्राचर से विचलन हालांकि सभी h हैट याद है हमने कहा कि h आवश्यक नहीं है कि h के बराबर है यद्यपि h हैट आवश्यक रूप से h के बराबर नहीं है h से विचलन वास्तविक प्राचर h से विचलन लगातार घट रहा है जैसे n बढ़ रहा है और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है अर्थात यह h से h हैट का विचलन प्रसरण है या मूल रूप से आपके h हैट का विचलन या h से h हैट का प्रसार लगातार कम हो जाता है याद रखें उत्तरोत्तर कम हो जाती है और बढ़ जाती है इसलिए जैसे ही n बढ़ता है आकलन अधिक और अधिक इस प्रकार सटीक होता है कि प्रसरण कम हो जाता है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है हम जो कह रहे हैं क्योंकि आकलन यादृच्छिक है हम वास्तव में यह नहीं कह सकते कि यह वास्तविक के बराबर है यह कभी भी वास्तविक प्राचर के बराबर नहीं होने वाली है हालाँकि हम जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर सकते हैं वह मूल रूप से क्योंकि प्रसरण कम हो रहा है क्योंकि n उत्तरोत्तर बढ़ रहा है इसलिए यह लगातार करीब हो रहा है अर्थात यह एक गौसियन वितरण है लेकिन यह वास्तविक प्राचर h के आसपास अधिक से अधिक चयनित हो रहा है इसलिए कुछ में एक निश्चित अर्थ में यह वास्तविक प्राचर h के करीब और करीब होता जा रहा है और वास्तव में यदि एक n माना जाता है जब n अनंत में जाता है तो वास्तव में घटना में n अनंत में जाता है हमारे पास सिग्मा का वर्ग बटा N 0 की तरफ बढ़ रहा है अर्थात प्रसरण 0 की तरफ बढ़ रहा है जिसका मूल रूप से तात्पर्य है कि आपका आकलन अंतर्निहित प्राचर h के जैसा है तो हम जो कह रहे हैं वह यह है कि जब n बहुत बड़ा हो जाता है तो n अनंत तक जाता है तब सिग्मा का वर्ग बटा N 0 की तरफ जाता है अर्थात प्रसरण 0 होता है जिसका अर्थ है कि आकलन h हैट वास्तविक प्राचर h के जैसा है और यह अधिकतम संभावना आकलन का व्यवहार है जो बहुत दिलचस्प व्यवहार है यह पहली बात है जिसका हमने जो प्रदर्शन किया है वह यह है कि यह अधिकतम संभावना आकलन है औसतन वास्तविक प्राचर है इतना ही नहीं वास्तविक प्राचर h के चारों ओर फैलाव या प्रसरण मूल रूप से सिग्मा का वर्ग बटा N है जिसका अर्थ है जैसे कि प्रतिदर्श की संख्या जैसे कि n प्रतिदर्शो की संख्या या अवलोकनों की संख्या बढ़ जाती है प्रसरण छोटा और छोटा हो जाता है अर्थात विचलन वास्तविक प्राचर के चारों ओर विचलन छोटा और छोटा हो जाता है अर्थात त्रुटि जिसे याद करें त्रुटि या यह विचलन उत्तरोत्तर कम हो जाता है और जैसे कि में n अनंत हो जाता है प्रसरण 0 हो जाता है और इसलिए आकलन डायनामाइटर के साथ मेल खाता है और यह दिलचस्प व्यवहार ML आकलन या अधिकतम संभावना आकलन द्वारा प्रदर्शित होता है ठीक है इसलिए हमने इस MOOC में अब तक क्या किया है हम एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां हमने उनकी संभावना फलन के आधार पर अधिकतम संभावना आकलन व्युत्पन्न किया है और न केवल यह बल्कि हमने व्यवहार और गुणों को वर्णित किया है इस अधिकतम संभावना आकलन के दिलचस्प व्यवहार का प्रदर्शन किया है हम भविष्य के मॉड्यूल में इस आकलन के अन्य पहलुओं का पता लगाएंगे